तो वह होगा udT बटा dx जमा v बटा dy जो कि k के बराबर है यहां एक rho Cp होना चाहिए k गुणा d वर्ग T बटा dy वर्ग मैंने अपने पहले के मॉडल में एक rho Cp को याद किया जो मैंने लिखा था सामने एक rho Cp होना चाहिए तो ऐसा होगा कि स्केलिंग यू इनटू ustar होगा इसलिए अब मैंने कहा कि हम इसे T इनफिनिटी के साथ स्केल करते हैं लेकिन याद रखें कि जब हमने वास्तव में गर्मी परिवहन गुणांक सही लिखा था जब हम गर्मी परिवहन गुणांक को परिभाषित करते हैं तो हमने कहा कि यह हमेशा सतह के तापमान पर निर्भर करता है तो अब सतह के तापमान को भी स्केलिंग में शामिल करना बेहतर है तो तापमान के लिए स्केलिंग को परिभाषित करने का एक बेहतर तरीका है Ts माइनस T सतह को T इनफिनिटी माइनस Tsurface से विभाजित करना तो यह पेश करने के लिए एक बेहतर स्केलिंग है और इसलिए यदि हम उस स्केलिंग को पेश करते हैं तो यह T इनफिनिटी माइनस टीएस rho सीपी इनटू डीटीस्टार विभाजित किया जाएगा एल वाईस्टार प्लस यू इनटू वीस्टार T इनफिनिटी माइनस Ts में विभाजित किया जाएगा एल को इनटू ऊप्स विभाजित किया जाना चाहिए एक्स टीस्टार बाय dy स्टार तो वह k गुणा T इनफिनिटी माइनस Ts को L वर्ग इनटू d वर्ग Tstar बटा dyस्टार वर्ग में विभाजित करने के बराबर होना चाहिए अब अगर मैं बीजगणित करता हूं जो कि बन जाएगा ustar इनटूू dTstar बटा dxstar प्लस vstar dTstar बटा dy star वह बराबर होना चाहिए तो T इनफिनिटी माइनस Ts रद्द हो जाएगा जो रद्द हो जाएगा और इसलिए आपके पास k by rho Cp in1 by L वर्ग और इसलिए हम दूसरी तरफ से L बटा V प्राप्त करते हैं इसलिए यह L बटा U गुणा d वर्ग Tstar बटा dyस्टार वर्ग जो k बटा rho Cp है यह है छात्र एक एक करके k by rho Cp ऊष्मीय प्रसार सही है Rho Cp by k ऊष्मीय प्रसार संख्या है यह k by rho Cp तापीय विसरण है तो यह अल्फा को यू द्वारा एल डी स्क्वायर टीस्टार बाय dyस्टार स्क्वायर में विभाजित किया जाएगा क्या यह आयामी रूप से सही है क्यों अल्फा क्या है अल्फा की इकाइयाँ क्या हैं मीटर वर्ग प्रति सेकंड यू गुणा एल मीटर वर्ग प्रति सेकंड है इसलिए जब आप गैर आयामी होते हैं तो सभी शर्तों का कोई आयाम नहीं होना चाहिए तो यह ठीक है यू एल द्वारा अल्फा क्या है यू एल द्वारा अल्फा क्या है छात्र प्रांड्टल नंबर प्रांड्टल नंबर यह पेकलेट नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे nu से भाग दें न्यू क्या है न्यू काइनेमेटिक चिपचिपाहट है जिसे यूएल द्वारा न्यू से गुणा किया जाता है न्यू द्वारा अल्फा क्या है तो यह प्रांड्टल संख्या से 1 है यूएल द्वारा न्यू क्या है एक ओवर रेनॉल्ड्स नंबर राइट तो यह प्रांड्ल संख्या से 1 गुणा रेनॉल्ड्स संख्या से 1 है यह प्रांड्ल संख्या से 1 है क्या प्रांड्टल एक ओवर पेकलेट नंबर प्रांड्टल और रेनॉल्ड्स पेकलेट नंबर है वैसे भी पेकलेट नंबर अब महत्वपूर्ण नहीं है हम वास्तव में इसे देखेंगे जब हम बड़े पैमाने पर परिवहन के बारे में बात करेंगे हम वास्तव में वहां पेकलेट नंबर का कुछ महत्व देखेंगे तो यह रेनॉल्ड्स संख्या के ऊपर प्रांड्टल गुणा 1 ओवर है तो मॉडल समीकरण ustar dTstar by dxstar plus vstar dTstar by dystar है जो 1 बटा प्रांड्टल नंबर गुणा रेनॉल्ड्स संख्या d वर्ग Tstar बटा dystar स्क्वायर के बराबर है तो प्रांड्टल नंबर अल्फा बाय न्यू बाय अल्फा है न्यू संवेग प्रसार है अल्फा थर्मल डिफ्यूसिटी राइट है इसलिए यह थर्मल डिफ्यूजिटी द्वारा विभाजित गति विवर्तन है तो वह है प्रांड्टल नंबर तो यह आपको बताता है कि क्या एक साथ गति और गर्मी हस्तांतरण है यह आपको बताता है कि थर्मल प्रसार की सीमा बनाम गति प्रसार की सीमा क्या है और ये दोनों एक साथ हो रहे हैं द्रव्यमान संतुलन गैर आयामी रूप क्या होगा क्या हम अनुमान लगा सकते हैं मैं खोजना चाहता हूं मैं द्रव्यमान संतुलन के लिए भी वही गैर आयामीकरण करना चाहता हूं ठीक है आपने एक्स और वाई घटक गति संतुलन के लिए किया ऊर्जा संतुलन के लिए किया मैं इसे बड़े पैमाने पर संतुलन के लिए भी करना चाहता था क्या हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं हाँ या ना होना चाहिए क्योंकि ऊर्जा संतुलन और द्रव्यमान संतुलन की संरचना समान होती है याद रखें कि पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि इन तीन संतुलनों में वास्तव में बहुत समान संरचना होती है इसलिए यदि आप एक को जानते हैं तो आपको वास्तव में अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि दूसरा क्या है तो उनका द्रव्यमान संतुलन गैर आयामी द्रव्यमान संतुलन होगा ustar dCAstar by dxstar plus vstar dCAstar by dystar जो बराबर होना चाहिए के बराबर होना चाहिए तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं आइए हम अभी प्रांड्टल के बारे में चिंता न करें तो अल्फा के बजाय यह है यह बड़े पैमाने पर प्रसार है ताकि डीएबी को यूएल द्वारा डी स्क्वायर सीएस्टार में dystar स्क्वायर से विभाजित किया जाएगा तो यूएल द्वारा डीएबी क्या है इसलिए हमने यहां जो किया है उसके समान ही हम गतिज चिपचिपाहट से गुणा और विभाजित करते हैं तो डीएबी को एनयू द्वारा यूएल द्वारा एनयू में विभाजित किया जाएगा इसलिए रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा श्मिट संख्या से 1 में 1 होगा तो यहां यह पद रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा 1 से श्मिट संख्या में 1 है इसलिए यदि मैं सभी शेषों को लिखता हूं तो आप देख सकते हैं कि गर्मी परिवहन जन परिवहन और गति परिवहन के बीच एक मजबूत समानता है तो इसमें 1 चेतावनी है जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे इसलिए यदि हम गति संतुलन dustar बाय डीएक्सस्टार प्लस वीस्टार dustar बाय dystar देखते हैं जो माइनस डीपीस्टार बटा डीएक्सस्टार प्लस 1 बटा रेनॉल्ड्स संख्या गुणा डी स्क्वायर ustar बटा डी वाईस्टार स्क्वायर और ऊर्जा संतुलन है ustar डीटी स्टार बाय डीएक्सस्टार प्लस वीस्टार dTstar by dystar जो कि 1 बटा प्रांड्ल के बराबर है रेनॉल्ड्स संख्या d वर्ग ustar dTstar बटा dystar स्क्वायर और आपके पास ustar dCAstar by dxstar plus vstar by dystar वर्ग है इसलिए यदि हम तीनों समीकरणों में पहले दो पदों को देखें तो वे बहुत समान हैं सिवाय इसके कि यहाँ u को T द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और यहाँ इसे CA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है इसी तरह दूसरे क्रम के व्युत्पन्न पद भी आप देख सकते हैं कि वे समान हैं डीएक्स द्वारा डीपी के बारे में क्या इसलिए अगर मुझे यह कहना है कि ये तीन समीकरण समान हैं तो मुझे इस अधिकार के बारे में कुछ जानने की जरूरत है यदि वह स्थिति का फलन है यदि वह स्थिति का फलन है तो मैं यह नहीं कह सकता कि ये तीनों समान हैं इसलिए अगर मुझे पता है कि dxstar द्वारा dPstar क्या है तो मुझे यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि ये तीनों समान समीकरण हैं इसलिए अगर मुझे पता है कि dxstar द्वारा dPstar क्या है जो वास्तव में a नहीं है तो ध्यान दें कि मैं द्रव को पंप कर रहा हूं ठीक है तो यह एक मजबूर संवहन है जहां मैं तरल पदार्थ पंप कर रहा हूं इसलिए अगर मुझे लगता है कि यह एक स्थिर अवस्था है जहां द्रव वास्तव में एक स्थिर दबाव ड्रॉप पर बह रहा है तो यह मानने से पहले है कि दबाव ढाल स्थिर है फिर ये तीन समीकरण समान मॉड्यूलो हैं एक स्थिरांक जो dP बटा dx है इसलिए वास्तविकता में यह मान लेना उचित है कि दबाव प्रवणता ज्ञात है क्योंकि मेरे पास पंप है जो वास्तव में द्रव बह रहा है तो यह एक मापने योग्य संपत्ति है इसलिए यदि मुझे पता है कि दबाव प्रवणता क्या है तो मैं कर चुका हूं तो ये तीन समीकरण बहुत समान हैं जिसका अर्थ है कि अगर मुझे उनमें से एक का समाधान पता है तो मुझे यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि अन्य दो समीकरणों का समाधान क्या है साथ ही वे संरचनात्मक रूप से समान हैं तो इसे रखने का सही तरीका यह है कि मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि वेग ustar एक्सस्टार का एक कार्य है वास्तव में इसे एक्सस्टार और वाईस्टार का एक कार्य होना चाहिए क्योंकि आपके पास एक्स घटक वेग है जो एक्स और वाई दोनों में भिन्न है और इसे करना है रेनॉल्ड्स संख्या का एक कार्य हो क्योंकि यह द्रव का गुण है जो समीकरण में दिखाई दे रहा है और इसे dxstar द्वारा dPstar का कार्य होना चाहिए मैंने समीकरण हल नहीं किया है ध्यान दें कि मैंने समीकरण हल नहीं किया है कौन सा हाँ यह स्थिर है लेकिन फिर भी यह एक कार्य होना चाहिए है ना यदि आपके सिस्टम के आधार पर स्थिरांक भिन्न संख्या हो सकता है लेकिन यह उस स्थिरांक का एक कार्य होना चाहिए हाँ यह एक स्थिरांक है यह नहीं बदलता है इसलिए बिना हल किए मैं केवल यह मान लूंगा कि यह इन चार राशियों का एक फलन है अब हम क्या खोजना चाहते हैं इन शेष राशियों को लिखने का उद्देश्य इन प्रक्रियाओं को मापना है ठीक है इसलिए यदि मैं इस प्रक्रिया को परिमाणित करना चाहता हूं तो घर्षण गुणांक Cf द्वारा संवेग प्रसार की मात्रा निर्धारित की जाती है तो याद रखें कि हमने तीन मात्राओं को परिभाषित किया है एक घर्षण गुणांक है दूसरा ऊष्मा परिवहन गुणांक है और तीसरा द्रव्यमान परिवहन गुणांक है उद्देश्य या अभ्यास इन 3 गुणांकों को खोजना है तो यदि आप सीएफ को परिभाषित करना चाहते हैं तो सीएफ की परिभाषा क्या है यह nu du बटा dy at y बराबर 0 है जिसे rho U वर्ग बटा 2 दाएं से विभाजित किया गया है तो यह घर्षण गुणांक की परिभाषा है तो अब अगर मैं इसे आयाम रहित मात्रा में परिवर्तित करता हूं जो कि म्यू है तो म्यू के लिए स्केलिंग यू के लिए केपिटल यू है जिसे एल द्वारा dustar द्वारा विभाजित किया गया है जिसका मूल्यांकन y स्टार के बराबर 0 के बराबर है जिसे rho U वर्ग द्वारा 2 से विभाजित किया गया है ठीक है तो अब इस mu by rho into 1 by UL into dustar by dystar at ystar at ystar बराबर 0 mu by rho और 1 by UL को फिर से लिख सकते हैं रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा 1 है ठीक है तो यह और कुछ नहीं है ओह मैं 2 भूल गया था तो रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा ड्यू स्क्वायर बटा dy स्क्वायर ystar ystar बराबर 0 होगा इसलिए यदि u स्टार xstar ystar रेनॉल्ड्स संख्या और dPstar by dxstar का एक फ़ंक्शन है तो Cf के बारे में क्या Cf होगा ystar पर मूल्यांकन की गई एक ही चीज़ 0 के बराबर है इसलिए याद रखें कि आप इसका व्युत्पन्न लेते हैं और ystar के बराबर 0 का मूल्यांकन करते हैं इसलिए ystar पर निर्भरता समाप्त हो गई है क्योंकि आप वास्तव में ystar के बराबर मूल्यांकन कर रहे हैं 0 तो जिसका अर्थ है कि यह केवल xstar रेनॉल्ड्स संख्या और dxstar द्वारा dPstar का एक फ़ंक्शन होना चाहिए क्यों क्योंकि आप इस फ़ंक्शन का मूल्यांकन ystar के बराबर 0 पर कर रहे हैं यहां y स्टार पर निर्भरता को हटा दिया गया है क्योंकि आप इसमें रुचि रखते हैं इंटरफ़ेस पर घर्षण गुणांक यही हम जानना चाहते हैं तो घर्षण गुणांक अब केवल xstar रेनॉल्ड्स संख्या और dPstar द्वारा dxstar का कार्य है तो मान लीजिए कि हम गर्मी परिवहन गुणांक के लिए एक ही अभ्यास करते हैं फिर से ध्यान दें क्योंकि ये तीन समीकरण समान हैं तो Tstar का भी वही कार्यात्मक रूप होगा सिवाय इसके कि यह अब dxstar द्वारा Prandtl नंबर और dPstar का एक फ़ंक्शन होगा यह dxstar द्वारा dPstar का कार्य क्यों करता है छात्र क्योंकि चूँकि वेग संवहन पद में प्रकट होता है इसलिए Tstar अब इन सभी पाँच राशियों x तारा y तारा जो कि आयाम है का एक फलन है Prandtl और Reynolds संख्या जो प्रसार अवधि में स्केलिंग के रूप में दिखाई दे रही है और dPstar द्वारा dxstar हैं दाब प्रवणता है तो गर्मी हस्तांतरण गुणांक को माइनस kf के रूप में परिभाषित किया गया है डीटी बाय dy को टीएस माइनस T इनफिनिटी से विभाजित किया गया है तो अब अगर मैं गैर आयामी मात्राओं का परिचय देता हूं तो यह माइनस केएफ बन जाएगा T इनफिनिटी माइनस टी को एल से विभाजित किया जाएगा टीस्टार को dystar वाई स्टार पर 0 के बराबर टी माइनस T इनफिनिटी से विभाजित किया जाएगा वो क्या है यानी यह एक ऋण चिह्न के साथ रद्द हो जाता है और इसलिए यह kf बटा L में dTstar by dystar ystar बराबर 0 हो जाएगा मैंने बस इतना किया है मैंने अभी इन दो शब्दों को रद्द कर दिया है और ऋण चिह्न को अंदर खींच लिया है और इसलिए kf बाय L इन dTstar by dystar होगा तो इस समीकरण को अब हम h में L बटा kf के रूप में फिर से लिख सकते हैं जो कि dTstar बटा dystar के बराबर है ystar बराबर 0 अब यह केवल एक फ़ंक्शन है क्योंकि आप ystar पर 0 के बराबर मूल्यांकन कर रहे हैं इसलिए यह केवल xstar Prandtl नंबर रेनॉल्ड्स नंबर और dPstar द्वारा dxstar का एक फ़ंक्शन है यह h L by kf क्या है नसेल्ट संख्या तो इसे नुसेल्ट नंबर कहा जाता है मुझे यकीन है कि आपने इसे पिछले सेमेस्टर में अपने परिवहन पाठ्यक्रम में देखा होगा इसका क्या मतलब है तो यह L गुणा kf गुणा A है जो ऊष्मा परिवहन का क्षेत्र है ऊष्मा परिवहन का स्थानीय क्षेत्र 1 से h से A में विभाजित होता है दाएँ तो आप इसे L बटा kf में A को 1 से h से A में विभाजित करके फिर से लिख सकते हैं L बटा kf A क्या है यह द्रव में चालन के लिए प्रतिरोध है तो द्रव में प्रवाहकत्त्व के लिए प्रतिरोध को प्रतिरोध से विभाजित किया जाता है अर्थात 1 को hA से विभाजित किया जाता है तो यह प्रवाहकीय गर्मी परिवहन के लिए प्रतिरोध है तो ध्यान दें कि यहां प्रवाहकीय ऊष्मा परिवहन का अर्थ है ठोस से द्रव चरण में संवहन की उपस्थिति के कारण ऊष्मा के परिवहन की सीमा क्या है इसलिए यहाँ हम द्रव के प्रवाह के कारण संवहन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ हम यह बता रहे हैं कि संवहन की उपस्थिति में ठोस से द्रव अवस्था में कितनी ऊष्मा का परिवहन किया जाता है इसलिए यह यही दर्शाता है अब ध्यान दें कि यह बहुत समान प्रतीत होता है कार्यात्मक रूप या मात्राएं बहुत कुछ वैसी ही दिखती हैं जैसी आपने चालन में बायोट संख्या के लिए देखी थी अंतर क्या है तो बायोट नंबर में यह ठोस का चालन है इसलिए यहां आप ठोस से तरल में संवहन के कारण प्रतिरोध की तुलना ठोस में चालन से कर रहे हैं और गर्मी परिवहन के प्रतिरोध की तुलना कर रहे हैं यहां आप द्रव चरण में चालन के प्रतिरोध की तुलना ठोस से द्रव चरण में परिवहन के लिए प्रतिरोध की तुलना कर रहे हैं तो मात्राओं में एक मौलिक अंतर है और इसलिए वे अलग अलग नाम रखते हैं तो अब कोई भी वास्तव में बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए एक ही अभ्यास कर सकता है इसलिए अगर मैं इसे सीए कॉल करता हूं तो प्रांड्टल के बजाय मैं इसे श्मिट नंबर से बदल देता हूं वहां एचएम डीएबी होगा सीए और सीए होंगे सीएइनफिनिटी तो मैं वही व्यायाम कर सकता हूँ तो यह DAB और dCAstar by dystar होगा मूल्यांकन y star 0 के बराबर होगा और यह बन जाएगा वह संख्या क्या है एचएम डीएबी डीसीएस्टार बाय dystar और यह श्मिट संख्या का एक कार्य है इस नंबर को क्या कहा जाता है तो इसे शेरवुड नंबर कहा जाता है अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो यह शेरवुड संख्या है जो hm into L by DAB है एक बार फिर यह प्रसार के प्रतिरोध के अनुपात को परिभाषित करता है द्रव चरण में द्रव्यमान प्रसार ठोस चरण से संवहन की उपस्थिति के कारण बड़े पैमाने पर परिवहन के प्रतिरोध से विभाजित होता है द्रव चरण के लिए तो आप देख सकते हैं कि समीकरणों को हल किए बिना ध्यान दें कि हमने कुछ भी हल नहीं किया है हमने केवल अंतर्ज्ञान के आधार पर कुछ अनुमान पेश किए हैं कि सीमा परत में द्रव प्रवाह कैसे व्यवहार कर रहा है बड़े पैमाने पर परिवहन और गर्मी परिवहन कैसे होगा और हम ऊपर आने में सक्षम हैं कुछ वास्तव में व्यापक संख्याओं के साथ जो सीमा परत में गर्मी जन परिवहन और गति परिवहन की विशेषता है ठीक है तो हम इस बिंदु पर रुकेंगे